अबाध्य इस कक्षा में हम सिम्पलेक्स एल्गोरिथम के कुछ और पहलुओं पर विचार करते हैं अब हम एक विशिष्ट रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म द्वारा हल करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करें कि कैसे सिंप्लेक्स रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए प्रासंगिक कुछ स्थितियों को संभालता है तो हम इस समस्या को देखते हैं जो यहां दी गई है अधिकतम 10X1 9X2 X1 X2 ≤ 5 के अधीन और 4X1≤ 24 X1 X2 ≥ 0 तो हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म से इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे उन चीजों का उपयोग करके जो हमने पहले की कक्षाओं में पहले ही देख चुके हैं अब हम पहले स्लैक चर को जोड़ें इन असमानताओं को समीकरणों में बदलने के लिए हम X3 और X4 जोड़ते हैं इसलिए X1 X2 X3 5 4X1 X4 24 और हम अधिकतम 10X1 9X2 0X3 0X4 करते है तो हमारे पास 4 चर हैं जो हमारे पास हैं इसलिए हम सिम्प्लेक्स टेबल को सेटअप करते हैं इसलिए हम सिंप्लेक्स टेबल को इस तरह सेटअप करते हैं हम पहले इन दो लाइनों को खींचते हैं और फिर हम इस रेखा को खींचते हैं और फिर हम इस रेखा को खींच सकते हैं इसलिए हम यहां X1 X2 X3 X4 लिखते हैं हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन गुणांक 10 9 0 और 0 चार चरों के ऊपर लिखते हैं हम फिर इस रेखा को इस तरह खींचते हैं और हम यहां राइट हैंड साइड भी X1 X2 X3 X4 लिखें हम समीकरणों को लिखते हैं जैसे वे X1 X2 X1 X2 X3 5 है इसलिए इसे X1 X2 X3 0X4 5 के रूप में 4X1 X4 24 को 4X10X20X31X4 24 के रूप में लिखा जाता है हमें अब मूल चर लिखना होगा अब X3 और X4 स्वचालित रूप से शुरुआती चर बन जाते हैं क्योंकि यह कम या बराबर चिन्ह के साथ असमानताएं हैं तो स्लैक चर X3 और X4 जोड़ दिए जाते हैं वे स्वचालित रूप से प्रारंभिक सेट के चर बन जाएंगे और हम यह भी देख सकते हैं कि X3 और X4 के अनुरूप हमारे पास आइडैनटिटि मैट्रिक्स है जो यहां 1 0 0 1 है इसलिए X3 और X4 स्वचालित रूप से शुरुआती चर बन जाते हैं अब हम ओबेज्क्तिव फ़ंक्शन गुणांक लिखें 0 0 यहां लिखे गए हैं और हम फिर इस रेखा को खींचते हैं और फिर Cj Zj की गणना करें तो Cj Zj चर X1 के लिए जिसे C1 Z1 कहा जाता है 0x1 0x4 होगा जो 0 है 10 0 10 है इसी तरह 0x 1 0x0 इसलिए 0 9 0 9 है X3 और X4 का 0 मान होगा क्योंकि वे बेसिक वैरिएबल हैं औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान X3 5 X4 24 पर 0 है अब हमें यह जाँचने की आवश्यकता है कि क्या इष्टतम समाधान तक पहुँच गये है अब हम Cj Zj के मूल्यों को देखते हैं वहा Cj Zj के सकारात्मक मूल्य के साथ एक चर है वास्तव में 2 चर हैं हम 1 का चयन करते हैं जिसका अधिक सकारात्मक मूल्य 2 है इसलिए हम वैरिएबल X1 को चुनेंगे x समाधान आ सकता है और औब्जैकटिव फ़ंक्शन में 0 से सुधार कर सकता है इसलिए यह समाधान इष्टतम नहीं है इसलिए X1 का x समाधान आ सकता है अबX1 को X3 या X4 को प्रतिस्थापित करना होगा इसलिए हम 5 विभाजित 1 की गणना करते हैं यह प्रवेश करने वाला चर है और इसे कॉलम में प्रवेश करना कहा जाता है तो दाहिने हाथ की तरफ की वैल्यू को 51 5 244 6 एण्टरिंग कॉलम में गुणांक द्वारा विभाजित किया गया तो लिमीटिंग वैल्यू 5 है जो की छोटी वैल्यू है तो चर X3 समाधान छोड़ देगा इसलिए चर X1 अगले पुनरावृत्ति में चर X3 की जगह लेगा इसलिए हम अगले पुनरावृत्ति पर जाते हैं इसलिए मैंने सिंपलेक्स टेबल के उसी हिस्से को दिखाया है जहा वेरिएबल X1 सॉल्यूशन मे आ रहा है और वेरिएबल X3 सॉल्यूशन छोड़ रहा है तो नया मूल चर का सेट X1 और X4 हैं क्योंकि X1 X3 की जगह लेता है इसलिए हम बेसिक वरीयबलस का नया सेट लिखते हैं हम बस इन दो लाइनों का विस्तार करते हैं इसलिए हम केवल इन दो लाइनों का विस्तार करते हैं और फिर हम इन रेखाओं को भी खींच सकते हैं तो हम दो मूल चर लिखते हैं जो X1 और X4 हैं चर X1 ने X3 को बदल दिया है इसलिए हमारे पास X1 और X4 है औब्जैकटिव फ़ंक्शन गुणांक चर 100 है 10 चर X1 के लिए और 0 चर X4 के लिए अब यह हमारा पिवोट तत्व है यह छोड़ने वाला चर है इसलिए यह हमारी पिवोट तत्व है तो हम पहली पंक्ति को फिर से लिखते हैं इसलिए पिवोट पंक्ति के प्रत्येक तत्व को पिवोट तत्व से विभाजित करें तो 11 1 है 11 11 है 0 से विभाजित 1 0 है 5 विभाजित 1 से 5 है हम फिर से वही पंक्ति प्राप्त करते हैं अब उस चर X1 में x समाधान आ गया है मुझे यहां 0 की आवश्यकता है क्योंकि X1 और X4 की आइडैनटिटि मैट्रिक्स 1 0 और 0 1 की होना चाहिए इसलिए मुझे यहां 0 की आवश्यकता है अब मैं यहां वैल्यू को देखता हूं जो 4 से होता है इसलिए 4 4 गुणा 1 0 है यह नई तालिका की पिवोट पंक्ति है तो 4 यह 1 होगा इसलिए 4 4 गुना 1 0 है इसलिए यहां हर तत्व को गुणा घटाना हम यहाँ हर तत्व से घटाते हैं इस तत्व को 4 से गुणा करते है इसलिए 4 4 गुणा 1 0 है 0 4 x 1 4 है x 1 4 है और 1 4 x 0 1 है 24 24 20 4 है अब हमें यह जांचना होगा कि क्या हमें यहां इष्टतम समाधान मिला है ऐसा करने के लिए हमे Cj Zj की हमें गणना करनी होगी इसलिए हम Cj Zj के मूल्यों की गणना करते है अब C1 Z1 10 है 10 10 0 है X1 भी समाधान में एक चर है इसलिए यह एक बेसिक चर है तो यह Cj Zj 0 हो जाएगा अब चर X2 के लिए 10x 10 है 10 10 9 19 है चर X3 के लिए 10x1 10 0 x 4 0 है 0 10 10 है और चर X4 के लिए 0 है 0 है यह भी देखें कि X4 एक मूल चर है यह Cj Zj मान 0 हो जाएगा अब दाहिने हाथ की ओर का मान है जो 50 है अब फिर से हमें जांचने की आवश्यकता है क्या यह समाधान इष्टतम है या सबसे अच्छा समाधान है तो हम एक चर X2 को खोजने में सक्षम हैं जो कि गैर बेसिक है जो समाधान में नहीं है इसके पास Cj Zj का एक सकारात्मक मान है तो चर X2 समाधान में आ सकता है तो X2 समाधान में आता है और X2 X1 या X4 को बदल सकता हैं अब हमें यह देखने की आवश्यकता है कि वह किसकी जगह लेता है इसलिए हम अनुपातों 5 को पाते हैं मैंने पहले ही एक बार उल्लेख किया है यदि भाजक नकारात्मक या 0 है तो हम गणना नहीं करते हैं इसलिए हम यहां अनुपात की गणना नहीं करते हैं आप यहाँ अनुपात की गणना नहीं करते हैं क्योंकि 5 यहां कोई सकारात्मक मूल्य या 0 नहीं देगा इसलिए हम गणना नहीं करेंगे तो 44 1 है वहाँ अनुपात का केवल एक मूल्य है तो स्वचालित रूप से वह न्यूनतम होगा इसलिए चर X4 समाधान से निकल जाएगा और चर X2 x समाधान मे आएगा अब हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म की अगले पुनरावृत्ति के लिए आगे बढ़ते हैं मैंने पूर्व की दो पुनरावृत्तियों को पहले ही यहाँ दिखाया है हमें इस तीर की आवश्यकता नहीं है यह वह तीर है जो कहता है कि चर X4 समाधान में आता है तो अब हम 2 चर लिखते हैं चर X2 ने X4 को बदल दिया है इसलिए X1 और X2 समाधान में चर हैं तो X1 और X2 समाधान में चर हैं अब औब्जैकटिव फ़ंक्शन की वैल्यू 10 और 9 हैं इसलिए हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन के मानों को जो 10 और 9 लिखते हैं अब हम देखते हैं कि इसमें से यह प्रवेश करने वाला चर है यह छोड़ने वाला चर है तीर थोड़ा नीचे दिखाया गया है लेकिन यह छोड़ने वाला चर है तो यह हमारा पिवोट तत्व है तो अब हमें पहले X2 से संबंधित कॉलम भरना है जहां हम हर पिवोट पंक्ति के तत्व को पिवोट तत्व द्वारा विभाजित करते हैं तो हमारे पास 04 जो कि 0 44 है जो कि 1 44 है जो 1 14 है जो 14 है और 44 जो 1 है अब हमें अगली पंक्ति भरनी है और यह करने के लिए हमें पता चलता है कि यह वह चर है जो अंदर आया है इसलिए मुझे इस स्थिति में 0 की आवश्यकता है क्युकी मुझे इस स्थिति में 0 की आवश्यकता है ताकि मुझे आइडैनटिटि मैट्रिक्स मिल जाए अब मैं पिछली स्थिति को देखता हूं जो 1 है तो 1 1 मुझे 0 देगा तो मैं यह करूंगा मैं इस पंक्ति के प्रत्येक तत्व को संबंधित तत्व में यहाँ जोड़ेता हू और नई पंक्ति को X1 के लिए भरता हू तो 1 0 1 है 1 1 0 हो जाता है 1 1 0 बन जाता है 0 14 14 हो जाता है 5 1 6 हो जाता है अब हमे यह जाँचने की आवश्यकता है कि क्या यह समाधान X1 6 X2 1 इष्टतम है ऐसा करने के लिए हमें Cj Zj मान का पता लगाना है इसलिए हम पहले वेरिएबल के लिए 10 10 10 0 है के लिए Cj Zj को खोजते है सेकंड वेरिएबल के लिए 9 9 9 0 है एक बार फिर हम देखते हैं कि दो मूल चर या समाधान में चरो का Cj Zj के लिए 0 मान हैं तीसरे चर के लिए है 9 0 9 है और चौथे चर के लिए 10x 14 9x 14 194 0 19 4 -194है औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 10 x 6 60 है जो हमें 69 देता है एक दिलचस्प बात यह भी है जिसका उल्लेख मैंने अभी तक नहीं किया है जो मैं अभी करूंगा अब यदि हम इस तालिका की पहली पुनरावृत्ति में देखते हैं तो औब्जैकटिव फ़ंक्शन का मान 0 था X1 ने Cj Zj 10 की वैल्यू के साथ प्रवेश किया था और इसके लिए संबंधित वैल्यू छोड़ रहे चर की 6 थी इसलिए 10x6 60 है इसलिए हम इसे 0 के पुराने समाधान में जोड़ते हैं हम 5 छोड़ रहा था तो 10x5 50 है इसलिए यहां वैल्यू 50 0 है जो कि 50 हो रहा था अब यहाँ ऑब्जेक्ट फंक्शन वैल्यू 50 है X2 19 के साथ सॉल्यूशन में आ रहा है X4 एक के अनुपात का साथ छोड़ रहा था तो 19x1 19 है 50 19 69 है इसलिए औब्जैकटिव फ़ंक्शन में प्रत्येक पुनरावृत्ति मे प्रवेश के उत्पाद द्वारा और संबंधित अनुपात चर छोड़ने के साथ Cj Zj में सुधार होता है 10x5 50 इसलिए 0 50 हो गया 19x1 19 50 यह 69 हो गया तो अभी इसका समाधान औब्जैकटिव फ़ंक्शन मान 69 के साथ X1 6 X2 1 है अब हम यह जांचना चाहते हैं कि क्या यह समाधान सबसे अच्छा समाधान है या यह समाधान इष्टतम समाधान है या नहीं इसलिए हम जाँचते हैं कि क्या कोई गैर मूल चर है जिसका Cj Zj सकारात्मक है अब वेरिएबल X3 में 9 के मान के साथ पॉजिटिव Cj Zj है और वेरिएबल X3 समाधान में आ सकता है अब आप कुछ दिलचस्प देखेंगे हमने X3 और X4 के साथ शुरुआत की अब यहाँ X3 ने समाधान छोड़ दिया तो यह X1 और X4 बन गया अब X3 समाधान में आने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास एक प्रश्न हो सकता है जो एक चर है जिसने समाधान छोड़ दिया है क्या यह x समाधान मे फिर से आ सकता है तो उत्तर हाँ है यह समाधान में आने की कोशिश कर सकता है कुछ भी इसे आने से नहीं रोकता है एकमात्र परिवर्तन आप महसूस करेंगे कि जब यह आता है या किसी पुनरावृत्ति पर इस बात पर ध्यान दिए बिना कि पहले वाला चर पहले छोड चुका था आ रहा है या नहीं एक चीज जो आपको देखनी है वह है यह संयोजन मूल चर का यह सेट जिसे आधारबेसेस कहा जाता है विभिन्न पुनरावृत्तियों में भिन्न हो यहाँ यह X3 X4 है यहाँ यह X1 X4 है यहाँ यह X1 X2 और इसी तरह और मौजूदा बेस में एक वैरिएबल की जगह एक नया वेरिएबल आ रहा है तो आधार अलग अलग होंगे इसलिए हमें इस तथ्य के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि X3 x समाधान आने की कोशिश कर रहा है तो जब X3 समाधान में आने की कोशिश करते है X3 को X1 या X2 को बदलना होगा जिसका अर्थ है हमें एक अनुपात खोजना होगा इसलिए हम 60 60 को खोजने की कोशिश करते हैं हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि भाजक 0 है इसलिए हम इस अनुपात की गणना नहीं करेंगे अगला होगा अगला अगला 1 1 होगा तो एक बार फिर भाजक नकारात्मक है इसलिए हम इस अनुपात की गणना नहीं करेंगे इसलिए हम इस अनुपात के लिए मान नहीं पा रहे हैं और कोई भी चर समाधान छोड़ने को तैयार नहीं है तो हमारे पास एक अजीब स्थिति है जहां एक चर समाधान में आने की कोशिश कर रहा है एक चर समाधान में आने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई भी चर समाधान नहीं छोड़ रहा है अब यह हो सकता है और यह उस विशेष उदाहरण के लिए हुआ है जिसे हम अभी देख रहे हैं तो ऐसा हुआ कि यह चर X3 है जिसने पहले ही छोड़ दिया था लेकिन यह घटना का इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है कि X3 पहले ही निकल चुका था यह किसी भी चर के लिए हो सकता है आप ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं जहां यह चर समाधान में आ सकता है लेकिन ऐसा होता है कि इस चर से जुड़े कॉलम में कोई धनात्मक संख्या नहीं है इसलिए जब इसके पास कोई धनात्मक संख्या नहीं होगी तो कोई अनुपात नहीं होगा अनुपात की गणना नहीं हो सकती है तो एल्गोरिथ्म को समाप्त करना होगा जब एक प्रवेश चर है और कोई छोड़ने वाला चर नहीं है और एल्गोरिथ्म समाप्त होते दिख रहा है इसे अनबाउंडनेस कहा जाता है इसलिए एल्गोरिथ्म समाप्त के साथ अनबाउंडनेस कहलाता है तो एक सिम्प्लेक्स अब दूसरे तरीके से समाप्त हो सकता है इससे पहले हमने कहा कि एल्गोरिथ्म बंद हो गया या समाप्त हो गया जब कोई प्रवेश करने योग्य चर नहीं है जब कोई चर सकारात्मक Cj Zj के साथ नहीं था अब हमारे पास एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक चर है जो प्रवेश कर सकता है लेकिन हम एक छोड़ने वाला चर खोजने में सक्षम नहीं हैं इसलिए एल्गोरिथ्म अनबाउंडनेस का संकेत देता है अब अनबाउंडनेस क्या है अब हम इसे रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के अनुरूप ग्राफ खींचकर देखेंगे अब यह रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है जिसे हम हल कर रहे हैं अब हम इस रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या के लिए ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हम सबसे पहले X अक्ष को खींचकर ग्राफ को शुरू करते हैं X और Y अक्ष तो यह वेरिएबल X1 के लिए है यह वेरिएबल X2 के लिए है तो हमारे पास ये दो चर लिखे है अब हम ड्रा करते हैं अब हम पहली पंक्ति खींचते हैं जो X1 X2 5 है बिंदु 50 से गुजरते हुए और हम समझते हैं कि मूल संतुष्ट करता है इसलिए यह क्षेत्र इसके बाईं ओर यह वह क्षेत्र है जो असमानता X1 X2 को संतुष्ट करता है यह आमतौर पर वह क्षेत्र है जो असमानता को संतुष्ट करता है अब अब हम दूसरी पंक्ति को आकर्षित करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो कि X2 के लिए X1 24 या X1 6 Y अक्ष के समानांतर एक रेखा है जो 60 से गुजर रहा है एक बार फिर से मूल यहाँ है यहाँ संतोषजनक है इसलिए जो क्षेत्र संतुष्ट करेगा वह यह क्षेत्र है वाम क्षेत्र यह क्षेत्र है सो हम अब संभव क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र दिखाते हैं जो इसे संतुष्ट करता हो अब हम महसूस करते हैं कि यह क्षेत्र अबाधित है इस अर्थ में कि यहा कोई परिमित क्षेत्र नहीं है जो हमारे पास है 3 अलग अलग 3 अलग अलग कोने हैं लेकिन कोई परिमित क्षेत्र नहीं है जो हमारे पास है इसलिए यदि हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन 10X1 9X2 को अंकित करते हैं और फिर यदि हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन के चाल की दिशा को चिह्नित करते हैं तो हम iso समानांतर रेखाएं खींचते हैं और इसे औब्जैकटिव फ़ंक्शन की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अब हम महसूस करेंगे कि यह औब्जैकटिव फ़ंक्शन लाइन इस तरह आगे बढ़ेगी कि यह इस मार्ग पर चलती रहेगी और अंत में यह आपको छोड़ देगी आपके पास होंगे यह अंततः औब्जैकटिव फंकशन लाइने यहां आकर स्पर्श होती है और यह चलती रहेगी क्योंकि संभव क्षेत्र और इसकी कोई सीमा नहीं है यह कभी संभव क्षेत्र को नहीं छोड़ेगी इसलिए हम देखते हैं कि यह संभव क्षेत्र को नहीं छोड़ेगी इसलिए अगर हम औब्जैकटिव फ़ंक्शन को चाल की दिशा में कार्यवाही करते हैं तो औब्जैकटिव फ़ंक्शन ऊपर की ओर बढ़ेगा और ऊपर की ओर जाता रहेगा और कभी संभव क्षेत्र नहीं होगा तो यह घटना को अनबाउंडनेस कहा जाता है तो जब औब्जैकटिव फ़ंक्शन संभव क्षेत्र को नहीं छोड़ता है हम कहते हैं कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या अबाधित अनबाउंड है तो हम सिंप्लेक्स एल्गोरिथ्म का इस के साथ मानचित्र बनाते हैं अब सिम्प्लेक्स एल्गोरिथ्म तीन पुनरावृत्तियों के माध्यम से चला गया यह 0 0 समाधान के साथ शुरू हुआ जो हमारे यहाँ था फिर वह समाधान 50 पर चलता है जिसका औब्जैकटिव फ़ंक्शन 50 है फिर यह औब्जैकटिव फ़ंक्शन 69 के साथ समाधान 61 पर जाता है और फिर हमें पता चलता है कि यह है ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इसे अगला बिंदु नहीं मिल रहा है इसलिए संभव है इस समस्या का n इष्टतम समाधान है समस्या अनबाउंड है सिम्पलेक्स एल्गोरिथ्म मे बिल्कुल वही घटना दिखाई गयी है तो सिम्प्लेक्स ने एक ही घटना दिखाई यह तीन पुनरावृत्तियों से गुजरा इसने पहली बार दिखा समाधान औब्जैकटिव फ़ंक्शन के साथ 0 के बराबर दिखाया फिर यह समाधान औब्जैकटिव फ़ंक्शन 50 के साथ में चला गया और फिर यह 69 पर चला गया और फिर यह एक छोड़ने वाले चर को खोजने में असमर्थ है यह समाप्त होते हुए अनबाउंडनेस दिखाता है इसलिए इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ गए हैं कुछ लीनियर प्रोग्रामिंग समस्याएं अनबाउंड होती हैं और जब लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या अनबाउंड होती है सिम्प्लेक्स एक स्थिति का सामना करेगा जहां एक प्रवेश चर है कोई भी छोड़ने वाला चर नहीं है और यह अनबाउंडनेस दिखाते हुए समाप्त हो जाएगा वास्तव में अगर हम अगर हम बहुत पहले वाली पुनरावृत्ति पर चले जाए इस 10 में प्रवेश करने के बजाय हालांकि हमारे लगातार एक सबसे बड़े Cj Zj के साथ में प्रवेश किया है अब 9 सकारात्मक Cj Zj के साथ वास्तव में उम्मीदवार है जो प्रवेश कर सकता हैं इसलिए अगर हमने इस 9 को यहीं प्रवेश करने के लिए चुना है तो हमें एहसास होता है कि 5 1 और 240 संभव नहीं है और यहां अनबाउंडनेस को दिखाया गया है इसलिए या तो अनबाउंडेडनेस शुरुआत में सही दिखाया जाएगा या यदि हम व्यवस्थित रूप से हल करते हैं कुछ बिंदु पर सिंप्लेक्स द्वारा यह अनबाउंडनेस का संकेत देगा रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का एक और पहलू है और वह हम अगली कक्षा में देखेंगे